ठीक है इसलिए यह कमोबेश हमें आज के व्याख्यान के प्रमुख हिस्से की ओर ले जाता है जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण है इसलिए यह 2 घटकों में से पहला है दूसरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कंटीन्यूअस टाइम प्रसंस्करण होगा कंकंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के डिस्क्रीट टाइम प्रक्रिया इसलिए मेरे पास xc है जिसे मैं डिस्क्रीट डोमेन में लेना चाहता हूं सी से डी कनवर्टर के माध्यम सेजहा सैंपलिंग अवधि Ts निर्दिष्ट किया गया है ताकि अलियासिंग से बचे एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn एक डिस्क्रीट टाइम प्रणाली के माध्यम से पास करें हम हमेशा एक एल टी आई सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ हम इम्पल्स प्रतिक्रिया या फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया Hejω के रूप में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इसलिए या तो h n या Hejω जो मेरे लिए yn का उत्पादन करेगा जो तब इसे डी से सी कनवर्टर के माध्यम से ले जाते हैं और फिर यह मेरा पुन निर्मित सिग्नल बन जाएगा ध्यान दें कि मैं इसे x नहीं कह रहा हूं मैं इसे y कह रहा हूं क्योंकि इसे संसाधित किया गया है जिसका अर्थ है कि मैंने इसे फ़िल्टर किया है मैंने इसके लिए कुछ किया हो सकता है इसलिए यह एक अलग सिग्नल है x n आउटपुट y n जो डिस्क्रीट टाइम प्रणाली का इनपुट आउटपुट है इसलिए अब यदि आप पूरी चीज़ को समतुल्य प्रसंस्करण ब्लॉक में बदलना चाहते हैं यदि आप नहीं जानते थे कि आप डिस्क्रीट टाइम डोमेन में चले गए थे और अभी ठीक कहा था तो मैंने इस ग्रीन बॉक्स में xc को फेड किया एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल फिर मुझे एक आउटपुट yrt प्राप्त होता है ठीक है अब क्या कोई इनपुट आउटपुट संबंध है हां अगर यह एलटीआई है तो मुझे ब्लॉक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो लिनारिटी या टाइम इन्वैरिअन्स का उल्लंघन करता है इसलिए यदि मैं एलटीआई प्रॉपर्टी को संरक्षित करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि यह समग्र ग्रीन ब्लॉक वास्तव में एक कंटीन्यूअस टाइम फ़िल्टर जैसा व्यवहार करेगा जो Heffj है सलिए मैं एनालॉग सिग्नल को एनालॉग कंटीन्यूअस टाइम एलटीआई प्रणाली द्वारा संसाधित किए जाने के बीच अंतर नहीं बता सकता Heffj yr का उत्पादन करता है और यह समतुल्य ब्लॉक आरेख जो अंदर हो रहा है ठीक है और बहुत ही रोचक घटनाक्रम है जिसका हम इस संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं और मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत है इसके लिए आपको ओपेनहेम और शेफ़र अध्याय 4 पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँगा कुछ बहुत ही दिलचस्प एप्लिकेशन मौजूद हैं अतः डिस्क्रीट टाइम ब्लॉक के इनपुट आउटपुट के लिए इसलिए हमारे पास YejωXejωHejω होगा जो डिस्क्रीट टाइम एल टी आई सिस्टम है ठीक है और फिर y पुनर्निर्माण सिग्नल देता है Yr पुनर्निर्माण सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म पुनर्निर्माण फ़िल्टर Hr टाइम्स एनालॉग प्रतिनिधित्व या y n का कंटीन्यूअस समय प्रतिनिधित्व होगा जिसे हमने अभी इस वर्ग के प्रारंभ में बताया है इसे व्यक्त किया जा सकता है YejTs यह Yejω है यहां से यहां तक हम ट्रांसफॉर्मेशन ωTs का उपयोग करते हैं ठीक तो मूल रूप से यह स्पेक्ट्रम है इसकी कई प्रतियां हैं पुनर्निर्माण फ़िल्टर की भूमिका एक को बनाए रखने और बाकी को हटाने के लिए है जो हमारे यहां है अब Yejω को समीकरण संख्या के संदर्भ में भी लिखा जा सकता है 1 इसलिए इसे HrjXejTsH के रूप में लिखा जा सकता है और और अगला कदम आगे सरलीकरण या आप जानते हैं कि यह सिग्नल है जिसमे हम थोड़ा से ज्यादा रुचि रखते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इसे HrjHejTs के रूप में लिखा जा सकता है जो कि डिस्क्रीट टाइम एल टी आई सिस्टम है और सिग्नल Xejω को संबंधित कंटीन्यूअस समकक्ष के संदर्भ में लिखा जा सकता है जो 1Tsk ∞Xcj k2πTs है ठीक मूल रूप से स्केलिंग और स्पेक्ट्रम की प्रतिकृति जो इस और इस के लिए संबंध है ठीक है तो यहाँ अंतर्दृष्टि आती है कि सभी चीजें जो हमने एक साथ रखी हैं इसलिए हम मान लें कि हमारे पास एक आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर है इसलिए मेरे पास आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर है फिर से व्यावहारिक पहलुओं को देखकर चीजों को जटिल नहीं करना चाहते हैं यह एक वैचारिक है इसलिए आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर तुरंत हमें याद है कि यह s2 से s2 तक ब्रिक वॉल फिल्टर होना है इसकी ऊंचाई Ts होगी तो इसे समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है HrjTs s2Ts 0 अन्यथा ठीक है इसलिए यदि मैं समान रूप से इसे Ts के साथ बदल सकता हूं और यह Ts के रूप में ठीक है तो यह एक ऐसा फिल्टर है जो बाहर की हर चीज को काट देगा ध्यान दें कि Xcj की प्रतिलिपि की पहली छवि भी इस सीमा के बाहर होगा इसलिए यदि मैं इस प्रॉपर्टी को यहां लागू करता हूं तो वाई ऑफ जे ओमेगा पुनर्निर्माण फिल्टर की प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है लेकिन HejTs और स्पेक्ट्रम की पहली प्रति जो एक्सप्रेशन की हरे रंग में है याद रखें कि पुनर्निर्माण के माध्यम से Ts कारक को रद्द कर दिया गया है प्रक्रिया और जिसे हम इस Xcj के साथ छोड़ रहे हैं और यह सीमा में है Ts और वास्तव में 0 के बराबर है क्योंकि पुनर्निर्माण फ़िल्टर प्रॉपर्टी के कारण अन्यथा या इस सीमा के बाहर है YrjHejTsXcj Ts 0 अन्यथा इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम लीनियरिटी और टाइम इन्वैरिअन्स को संरक्षित कर रहे हैं हम यह भी जानते हैं कि इस ब्लॉक के लिए इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को YrjHeffjXcj के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है एक कंटीन्यूअस टाइम एलटीआई प्रणाली के लिए इनपुट आउटपुट संबंध है इस एक्सप्रेशन की तुलना जो हमने अब प्राप्त की है Yr के लिए 2 एक्सप्रेशन इसे समीकरण नंबर 1 कहिए यह समीकरण नंबर 2 है तब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी परिणाम Heffj लिख सकते हैं कंटीन्यूअस टाइम प्रणाली बराबर या प्रभावी कंटीन्यूअस टाइम प्रणाली वास्तव में है HeffjHejTs Ts 0 अन्यथा ठीक है बस एक त्वरित सुदृढीकरण के रूप में हमने जो कहा है मुझे बस इस ऊपरी हिस्से को ठीक करने दें अगर मुझे डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर करना था जो कि एक लौ पास फिल्टर है ठीक है यह डिस्क्रीट टाइम लौ पास फ़िल्टर है अब यह स्पेक्ट्रम 2π की अवधि के साथ दोहराएगा इसलिए मेरे पास 2π होगा मेरे पास 2π होगा यह अब दोहराएगा अगर मैं इसे कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी पर मैप करता हूं तो उस हिस्से में सिग्नल भी कई होंगे ये सभी प्रतियाँ जो Heff फ़िल्टर केवल π Ts से π Ts को डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कहती है हमने कल दिखाया जो π से π से मेल खाती है तो इसका मतलब है कि इस भाग के भीतर केवल वही है जो बरकरार है बाकी सब कुछ हटा दिया गया है इसलिए मेरे पास एक डिस्क्रीट टाइम फिल्टर है जो एक लौ पास फिल्टर है जिसे इसके स्पेक्ट्रम की आवधिक पुनरावृत्ति मिली है लेकिन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से मैंने अन्य प्रतियों को हटा दिया है और जो मेरे लिए बचा है वह केवल केंद्रीय या मुख्य कॉम्पोनेन्ट है इसलिए यह व्यवहार करता है या अब एक डिस्क्रीट फिल्टर की तरह व्यवहार नहीं करता है लेकिन अब एक कंटीन्यूअस टाइम फिल्टर के रूप में जिसका समग्र ट्रांसफर फंक्शन Heff है इसलिए एल टी आई प्रॉपर्टी के लिए शर्तों को रखने के लिए डिस्क्रीट टाइम प्रणाली Hejω एल टी आई होना चाहिए मूल रूप से मैं x n से y n में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं डिस्क्रीट टाइम प्रणाली एल टी आई होनी चाहिए इनपुट सिग्नल बैंड लिमिटेड होना चाहिए और मुझे न्यक्विस्ट को संतुष्ट करना चाहिए क्योंकि कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम तक जाने की प्रक्रिया में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो मुझे कंटीन्यूअस टाइम पर वापस जाने से रोके सही इसलिए वे प्रॉपर्टी हैं इसलिए शायद हम इसे यहां लिख दें इसलिए समग्र एलटीआई के लिए शर्तें फिर से यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अब कह रहे हैं कि मुझे कंटीन्यूअस टाइम में क्या करने की जरूरत है मैं वास्तव में डिस्क्रीट टाइम में कर सकता हूं बशर्ते मैं इन शर्तों को पूरा कर सकता हूं इसलिए ये स्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं पहला यह है कि डिस्क्रीट टाइम प्रणाली को एल टी आई होना चाहिए ठीक जो स्पष्ट है या अन्यथा हम इम्पल्स प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह हमारे लिए भी उपयोगी नहीं होगा अब कंटीन्यूअस टाइम साइट पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निम्नलिखित है xct बैंड लिमिटेड होना चाहिए फिर इसका दूसरा भाग यह होगा कि एक बार यह बैंड लिमिटेड है कि आप न्यक्विस्ट मानदंड को पूरा करते हैं व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है हम कहेंगे कि Nyquist की कसौटी को भी थोड़ा संतुष्ट करें क्योंकि हमारे लिए निर्माण करना आसान है क्योंकि यदि न्यक्विस्ट मानदंड संतुष्ट नहीं है ठीक अगर यह संतुष्ट नहीं है तो हमें जो मिलेगा वह इनपुट सिग्नल की प्रतियां हैं जो अलियासिंग हैं और इसलिए लिनारिटी प्रभावित होगी लिनारिटी मूल रूप से कहती है कि मैंने इनपुट पर जो लागू किया था वह एक ऐसी चीज है जो आउटपुट पर दिखाई देती है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो सीधे इनपुट पर निर्भर न हो इसलिए अगर मेरे पास आउटपुट पर Xcj है जो पूरी तरह से ठीक है लेकिन अगर मेरे पास Xcj 2πTs या इनमें से किसी भी चीज पर निर्भरता है तो मुझे एक समस्या है क्योंकि यह सीधे इनपुट नहीं है यह इनपुट का शिफ्ट संस्करण है इसलिए अगर इनमें से कोई भी कॉम्पोनेन्ट मौजूद है तो मैं लिनारिटी खो दूंगा और इसलिए यही है कि न्यक्विस्ट मानदंड हमारे लिए संतुष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है इसलिए ये दिए गए आप गारंटी दे सकते हैं कि न्यक्विस्ट प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाएगी और यह हमारे लिए आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है अब हम इस पर बहुत जल्दी निर्माण करते हैं क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपने अभी तक जो कुछ कहा है उससे आप सहज हैं और वास्तव में ऐसे तंत्र के लाभ या शक्ति को देखते हैं तो यहाँ पहला उदाहरण है पहले कई उदाहरणों में हम इस उदाहरण पर चर्चा करेंगे जो आपसे अन्य उदाहरणों को पढ़ने के लिए अनुरोध करते हैं जो ओपेनहेम और शेफ़र में हैं ठीक है इसलिए यदि मेरे पास डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर Hejωहै Hejω1 c 0 c≤π इसलिए मूल रूप से हमें माइनस पाई से पाई तक एक डिजिटल फिल्टर निर्दिष्ट करना होगा अन्यथा यह गलत है तो यह एक फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया होगी जो उस आकृति की तरह दिखती है जिसे हमने c से c तक और फिर -π से π तक यह 0 है इसलिए यह स्पष्ट रूप से लौ पास फिल्टर होगा आप लौ फ्रीक्वेंसीयों को पारित करेंगे ठीक है फिर से इसमें पास बैंड के कॉम्पोनेन्ट हैं क्षमा करें पर π नहीं यह 2 π पर होना चाहिए इसलिए यदि आप इस पंक्ति का विस्तार करते हैं तो π 2π हमें सिग्नल की एक प्रति मिलनी चाहिए फिर से ध्यान रखें कि हम π से π आलेखन रहे हैं यदि आपको 2π तक की प्लॉट करनी है तो आपको यह विशेष रूप से दिखाना होगा यह संस्करण भी है और बैंड किनारों 2π c हैं यह 2πc होगा ठीक है उस चित्र को दिमाग में रखें ठीक है अब मेरे पास है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल जो बैंड लिमिटेड है 0 से 0 जो सैंपलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से Ts के सैंपलिंग की दर पर सैंपलिंग Ts का सैंपलिंग अवधि जो न्यक्विस्ट मानदंड को संतुष्ट करता है हमें निम्नलिखित देता है मुझे सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी द्वारा स्केल किए गए स्पेक्ट्रम की प्रतिकृतियां मिलती हैं और इसलिए मूल रूप से एक स्केल फैक्टर 1 Ts है और उन्हें सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी द्वारा अलग किया जाता है इसलिए यह s2πTs है ठीक और कल कहा था कि एक बार आप इसे प्राप्त करें इस डोमेन में आप डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसीयों के संदर्भ में फ्रीक्वेंसी एक्सिस को फिर लेबल कर सकते हैं इसलिए यह ω2π मिडपॉइंट पर ωπ के अनुरूप होगा और तदनुसार आप बैंड किनारों को कुछ L के रूप में देख सकते हैं कुछ मूल्य जो हमारे लिए प्रतिनिधित्व करना आसान है ठीक है इसलिए यहां डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जहां आपके पास है इसलिए अब हम कंटीन्यूअस टाइम के बारे में भूल सकते हैं और आप कह सकते हैं कि यहाँ ठीक है एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसका स्पेक्ट्रम इस आरेखण द्वारा दिया गया है और यह एक लौ पास फिल्टर से होकर गुजरता है ठीक है इसलिए लौ पास फ़िल्टर कि यह प्रॉपर्टी है ठीक है और डिस्क्रीट टाइम प्रॉपर्टी के कारण यह अपनी सभी प्रतियों के लिए भी इसे काटने जा रहा है इसलिए डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टरिंग के बाद हमें जो मिलता है वह निम्न सिग्नल है इसलिए मुझे निम्नलिखित मिलता है मेरे पास मुख्य है प्रतिलिपि जिसकी यह आकृति है और इसे c से c में काट दिया गया है फिर 2π पर एक प्रतिलिपि है जो फिर से उसी बैंड किनारों पर है यह 2π c और 2πc है और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अब तक इसके लिए मुझे अपने डिस्क्रीट टाइम की फ्रीक्वेंसी को कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी पर वापस करने की आवश्यकता है इसलिए यह एक बार फिर s हो जाता है यह और मैं अपना पुनर्निर्माण फ़िल्टर करूंगा जो Ωs2 से s2 के लिए होगा इसमें Ts की एक सैंपलिंग ऊंचाई होगी ध्यान दें कि जब मैं इसके माध्यम से गुजरता हूं तो मूल स्पेक्ट्रम को 1 Ts प्रतिनिधित्व मिला है फिर मुझे अब एक कंटीन्यूअस टाइम आउटपुट मिलता है इसलिए Yrj निम्नलिखित स्पेक्ट्रम है इसका आकार इस तरह है और यदि आप पुनर्निर्माण फ़िल्टर लागू करना चाहते हैं जो कि मैंने यहां दिखाया गया है तो पुनर्निर्माण फ़िल्टर जो Ωs2 से s2 तक जाता है फिर हम और यह क्या अन्य सभी प्रतियों को हटा देगा और हमें क्या मिलेगा इस बिंदु पर सिग्नल है जिसे हम निम्नानुसार लेबल कर सकते हैं इसकी ऊंचाई 1 है और यह Ts से Ts पर है और यह समग्र आउटपुट प्रतिक्रिया है और हम अब इसे प्रभावी फ़िल्टर से संबंधित करेंगे Heffj और यह हम अगले व्याख्यान में लेंगे धन्यवाद